सभी को नमस्कार आपदा रिकवरी और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है और इस व्याख्यान में हम संस्कृति और जोखिम के बारे में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से आपदा जोखिम यह व्याख्यान एक विचार प्रदान करेगा कि आपदा जोखिम प्रबंधन में संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है या जोखिम धारणा को समझने के बारे में भी हम इस बात पर ध्यान देंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या है समाज में संस्कृति क्यों मौजूद है और यह हमारे आपदा जोखिम के संदर्भ में लोगों की धारणा और जोखिम के परिप्रेक्ष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है हम आपदा का सीधा संकेत नहीं दे सकते हैं लेकिन हम संस्कृति और जोखिम को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे मैं सुभज्योति समददार हूं और मैं आपदा निवारण अनुसंधान संस्थान क्योटो विश्वविद्यालय जापान में काम करता हूं आमतौर पर पारंपरिक सिद्धांत में वे सोचते हैं कि जोखिम के मामले में व्यक्ति की धारणा मायने रखती है खतरा कितना बड़ा है यह बहिर्जात चर है यदि परिमाण में आकार में खतरा बड़ा है तो लोगों के पास उच्च जोखिम की धारणा है लेकिन अब यह एक बहुत ही पारंपरिक विचार है इसलिए बाहरी जोखिम उत्तेजना पारंपरिक जोखिम धारणा सिद्धांतों या प्रथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है और पारंपरिक जोखिम प्रबंधन प्रयास अवांछित घटना को रोकने और उसके परिणाम को कम करने के लिए अवांछित खतरनाक घटना के परिणाम को कम करने के लिए है यहां आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब पत्थर बड़ा होता है तो लोगों को जोखिम की अधिक धारणा होती है जब पत्थर छोटा होता है तो लोगों को जोखिम की धारणा कम होती है अब पारंपरिक सिद्धांत में आपदा जोखिम या किसी भी जोखिम की पारंपरिक समझ यह है कि जो लोग जोखिम में हैं वे जोखिम के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं इसका मतलब है कि वे जोखिम का अर्थ हेरफेर नहीं करते हैं और इसकी व्याख्या नहीं करते हैं वे देखते हैं जो वहां है जोखिम बहुत उद्देश्यपूर्ण है क्या है यह किसी विशेष खतरे की संभावना और उस खतरे के परिणाम पर निर्भर करता है कि यह मानव हानि और संपत्ति को नुकसान कैसे पहुंचाएगा जैसे इस सिद्धांत में सभी व्यक्ति एक शिशु की तरह एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं और एक स्वतंत्र उत्तेजना है जो खतरा है और उनके लिए शुरुआती चेतावनी के मामले में जोखिम या जोखिम संचार का विशेष तरीका एक प्राप्तकर्ता है जो स्रोत है वे संदेश भेजते हैं और कुछ विशेष चैनलों जैसे कि मास मीडिया टेलीविज़न रेडियो समाचार पत्रों द्वारा दर्शकों को तैयार करने और उन्हें एक परिमाण और एक विशेष खतरे के परिणाम को जानने में मदद करते हैं यदि आप दाएं बाएं देखते हैं जो यह दिखा रहा है कि कुछ कार्यप्रणाली एजेंसी कुछ वैज्ञानिक निकाय वे जानकारी एकत्र करेंगे वैज्ञानिक सूचना और फिर मास मीडिया के माध्यम से वे इसे लोगों को देते हैं आम लोग जो जोखिम में हैं इसलिए उनके लिए जोखिम संचार के प्रमुख मॉडल के लिए प्रमुख चिंता यह है कि जोखिम के बारे में लोगों को गुणात्मक चेतावनी कैसे पारित की जाए जब वे इस सूचना को भेज रहे हैं तो वे 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं एक उस घटना की संभावनाएं और परिणाम होता है एक सूचना वाहक जो कि ट्रांसमीटर से रिसीवर है या फिर रिसीवर को प्रेषक या स्रोत ट्रांसमीटर या रिसीवर से होता है इस तरह वे जोखिम का संचार करते हैं लेकिन लोग बहस कर रहे हैं या हमारे अभ्यासों से क्षेत्र के नोट्स से शोधकर्ता अपने अध्ययनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है अच्छी तरह से जानकारी का संचार करना बहुत महत्वपूर्ण है और जोखिम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है स्थानीय समुदायों की वैमनस्यता बढ़ाने के लिए लेकिन यह पर्याप्त नहीं है यह इसलिए है क्योंकि लोग जोखिम की व्याख्या कैसे करते हैं इसका अर्थ अलग अलग व्यक्तियों समूहों से समूहों तक बदल जाता है इसलिए एक समूह के लिए कुछ जोखिम भरा है दूसरे लोगों के समूह के लिए यह उतना जोखिम भरा नहीं है इसलिए हमें यहां एक तरह के आम सहमति के जोखिम के साझा अर्थ की आवश्यकता है जैसे कि सांप की उदाहरण देख सकते हैं कोई सोच सकता है कि सांप खतरनाक है यह एक जोखिम भरा जानवर है एक व्यक्ति उस जगह से भाग रहा है कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है उसे मार रहा है कोई तस्वीर ले रहा है कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो लोगों की यह उत्तेजना एक ही सांप के लिए है लेकिन लोगों के अलग अलग अर्थ हैं जोखिम के बारे में अलग अलग धारणाएं इतनी दिलचस्प हैं इसलिए जोखिम क्या है यह वास्तव में परिमाण और परिणाम पर निर्भर नहीं करता है खतरों की संभावना और परिणाम पर ही नहीं लेकिन यह इस पर भी निर्भर करता है कि लोग कैसे खतरा अनुभव करते हैं अब पारंपरिक सिद्धांत के रूप में वे आपदा के रूप में घटना की संभावना और परिणाम और खतरनाक प्रकार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उनके पास आम तौर पर पारंपरिक जोखिम प्रबंधन के 2 तरीके हैं आपदा जोखिम प्रबंधन वे बहुत ही निर्देशक हैं वे कह रहे हैं कि जोखिम को कम करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके पास कुछ विशिष्ट लक्ष्य हैं और आपके पास प्रदर्शन करने के लिए कुछ विशिष्ट कार्य हैं और इसे करते समय वे बहुत प्रतिक्रियाशील भी हैं वे सोच रहे हैं कि यह समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका है इसलिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब उस लक्ष्य को कैसे लागू किया जाए और यह वह है लेकिन जोखिम के कुछ अन्य परिप्रेक्ष्य हैं वे कह रहे हैं कि यह बाहरी उत्तेजना नहीं है जो लोगों की जोखिम धारणाओं को निर्धारित करती है बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो निर्धारित करता है कि लोग जोखिम को कैसे देखते हैं यहां हम जोखिम के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं जोखिम के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लिए व्यक्ति सक्रिय जानकारी चाहने वाले होते हैं वे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं लेकिन वे अपनी स्वयं की धारणा विकसित करने के लिए जानकारी एकत्र करते हैं जैसे आप किसी के लिए देख सकते हैं यह 6 है किसी के लिए यह है 9 किसी के लिए यह 4 है किसी के लिए यह 3 है इसलिए आप इसे किस कोण से देख रहे हैं किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं यह मायने रखता है यहां एक और अच्छा उदाहरण है कि पिताजी इसे कैसे देखते हैं बच्चे इसे कैसे अनुभव करते हैं और माँ इसे कैसे देखती है इसलिए वास्तव में शायद यह नहीं है कि लंबाई मायने नहीं रखती है लेकिन जब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति व्यक्तिगत से व्यक्तिगत समूह से समूह संस्थानों से संस्थान में बदलती है यह एक ही उत्तेजना हम एक अलग परिप्रेक्ष्य और कोण में देखते हैं विचारक निश्चित रूप से एक व्यक्ति नहीं है वे एक तरह के संस्थान या संगठन हैं जो वे अन्य लोगों के समूह के साथ रह रहे हैं इस प्रकार संस्थागत संरचना जिस पर व्यक्ति का संबंध है जोखिम की धारणा का अंतिम कारण है इसलिए साझा जानकारी का सृजन और मात्रात्मक जानकारी के हस्तांतरण पर भरोसा जरूरी होता है तो पवित्रता और खतरे द्वारा उत्कृष्ट कार्य था जिसे 1966 मानवशास्त्र का आधुनिक क्लासिक माना जाता है इसलिए मैरी डगलस ने अपनी पुस्तक में पवित्रता और खतरे 1966 में जोखिम के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात की है जोखिम के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की है जो हम देखेंगे कि क्यों और संस्कृति क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है वह क्यों बहस कर रही है कि संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है जब हम आपदा जोखिम प्रबंधन या जोखिम प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं हमें सांस्कृतिक पहलू को समझने की आवश्यकता क्यों है अन्यथा हम गायब थे हम पर्याप्त संचार नहीं कर सकते हैं हम पर्याप्त जोखिम का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं हम लोगों को जोखिम के खिलाफ तैयार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं वह लेविटिकस का अध्ययन कर रही था मुझे लगता है कि आप लेविटिकस को जानते हैं यह एक प्रकार की धार्मिक पुस्तक है कानून की किताब जो आपको नैतिकता के बारे में दिशानिर्देश देती है क्या करना है क्या नहीं करना है यह इजरायल के लोगों की एक तीसरी किताब है यहूदी लोग और यूनानी शब्द से लेविटस की किताब आई है इस पुस्तक में पांच बुनियादी विषयों की व्याख्या की गई है जो कि पवित्रता के जीवन से संबंधित है पवित्र ईश्वर पवित्र पुजारी पवित्र लोग पवित्र भूमि और पवित्र कनिष्ठ अब यह लेविटिकस इसराइली लोगों को कहता है कि कांटे पर सूअर का मांस नहीं होगा आप सूअर का मांस नहीं खा सकते हैं तो मेरी डगलस उत्सुक थी कि क्यों इजरायली लोगों को सूअर के मांस खाने से प्रतिबंधित किया गया है वे सूअर का मांस क्यों नहीं खा सकते हैं क्या कारण है क्यों उन्होंने देखा कि यह एक प्रकार का जोखिम भरा प्रदूषण है वह आपदा अनुसंधान में नहीं दिख रही थी लेकिन वह प्रदूषण में देख रही थी जो एक तरह का जोखिम है शुद्धता और खतरा क्या है यह इतना खतरा क्यों है तो किसी ने तर्क दिया कि सूअर का मांस यह कुछ प्रकार के परजीवियों को वहन करता है इसलिए यदि आप सूअर के मांस का सेवन करते हैं तो आप परजीवियों से प्रभावित होंगे आपका शरीर प्रभावित होगा परजीवियों का सेवन होगाजो कि त्रिचिनेला स्पाइरलिस है इसलिए यह विशेष परजीवी जो आपके शरीर में सूअर का मांस के माध्यम से प्रवेश करता है और इसलिए इजरायल के लोगों को यह आज्ञा दी गई थी कि आपको सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए लेकिन मैरी डगलस बहस कर रही थी अगर यह वास्तव में है तो यह वैज्ञानिक रूप से सच होगा या अगर सच नहीं है तो मायने नहीं रखता है लेकिन अगर यह सच है तो उस समय क्यों चीन जो वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से कई अन्य देशों की तुलना में बहुत उन्नत है वह सुअर का मांस खा रहे हैं चीनी लोगों के लिए सूअर का मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था लेकिन इजरायल में सुअर का मांस खाने पर प्रतिबंध था यह अंतर क्यों है उसका चैनल बहुत उन्नत है उन्हें इन परजीवी मुद्दों के बारे में नहीं पता था कि उन्हें सुअर का मांस अपने स्वास्थ्य कारण के लिए नहीं खाना चाहिए क्या यह वास्तव में स्वास्थ्य कारण है कि क्यों इजरायल के लोग कहते हैं कि सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए यह जोखिम भरा है फिर कोई बहस कर रहा था कि इजरायल में हो सकता है आपको सुअर का मांस नहीं मिलेगा तो परिणामस्वरूप आपको सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं यदि आप सूअर का मांस खा रहे थे तो आप इन प्रजातियों को खतरे में डालेंगे उस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा अब मैरी डगलस यह तर्क दे रही है कि यदि ऐसा है तो आप इसे एक प्रकार की संपत्ति की तरह उपयोग कर सकते हैं जैसे सोना आप इसे बेच सकते हैं जब एक बंदोबस्ती के रूप में और आप कह सकते हैं कि मेरे पास अधिक सूअर का मांस है और मैं अधिक अमीर हूं क्योंकि मेरे पास अधिक सूअर हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने केवल प्रतिबंध लगाए तो वह वहां आई थी और एक अध्ययन किया था और उसे पता चला टैक्सोनोमिक विसंगतियों के आहार प्रतिबंधों के बारे में यह क्या है क्या आप जानते हैं कि टैक्सोनोमिक विसंगतियों आहार प्रतिबंधों का अर्थ क्या है कुछ खाद्य पदार्थ यहूदियों के अनुसार साफ हैं और कुछ इतने साफ नहीं हैं तो ऐसा क्यों है इसलिए मैरी डगलस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों है और फिर उसे आहार टैक्सोनोमिक विसंगतियों पर प्रतिबंधों का विचार आया अब आहार प्रतिबंधों पर टैक्सोनोमिक विसंगतियाँ क्या हैं मैरी डगलस ने पाया कि लेविटिकस के अनुसार यहूदियों इजरायल के अनुसार लोग सूअर नहीं खा सकते क्योंकि सूअर विसंगतियाँ हैं जैसे सूअरों के पास गाय या घोड़े की तरह क्लोवर खुर होते हैं लेकिन वे अन्य क्लोव खुरों की तरह जुगाली नहीं करते हैं जैसा कि आम तौर पर जमीन वाले जानवर घोड़े या गाय करते हैं जिनके पास क्लोवर खुर होते हैं लेकिन केवल सुअर ही है जो चबाते नहीं हैं इसीलिए वे विसंगतियाँ हैं उनके पास क्लोवन खुर हैं लेकिन वे नहीं चबाते हैं लेकिन अन्य जिनके पास क्लोवन खुर हैं वे आम तौर पर जुगाली करते हैं इसलिए यह अंतर है हम देख सकते हैं और इसीलिए यह एक विसंगति है साँप के मामले में आपको इज़राइली यहूदियों के कानून के अनुसार साँप नहीं खाना चाहिए क्योंकि वे जमीन पर रहते हैं लेकिन उनके पैर नहीं हैं जो बहुत दुर्लभ हैं आपको कोई अन्य जानवर नहीं मिलेगा जो जमीन पर रहते हों लेकिन उनके पास पैर नहीं है अगर ज्यादातर जानवर जमीन पर हैं तो उनके पैर हैं अगर किसी के पैर नहीं हैं लेकिन जमीन पर रहते हैं तो इसे विसंगति के रूप में माना जाना चाहिए टैक्सोनोमिक विसंगति के रूप में इसके अलावा शंख मछली शंख मछली को मछली माना जाता है वे पानी में रहते हैं फिर भी उनके पास पंख तराजू सच्ची मछली की विशेषताएं नहीं होती हैं उनके पास पंख या ग्रिल नहीं होते हैं इसलिए आपको शंख मछली नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह एक विसंगति है तो यहाँ क्या प्रदूषित है खाने के लिए क्या खतरनाक है इसकी सूची दी गई है अशुद्ध भोजन और स्वच्छ भोजन की और वे अशुद्ध खाद्य पदार्थ माने जाते हैं जिन्हें राक्षस माना जाता है प्रभु द्वारा और उनके चुने हुए लोगों द्वारा घृणित किया जाता है इसलिए आपको इन अशुद्ध प्रदूषित विसंगतियों वाले जानवरों या प्रजातियों को नहीं खाना चाहिए लेकिन केवल इजरायल को विशिष्ट रूप से शास्त्रीय विसंगतियों की परवाह क्यों करनी चाहिए बेशक डगलस का तर्क था कि इस तरह की चिंताएं इजरायलियों के लिए अनोखी नहीं हैं लेकिन सामाजिक संरचना या कई अन्य आदिवासी समाजों के समर्थन में पनपती हैं हिंदू प्रथाओं के भीतर भी कारण अलग हो सकता है लेकिन हम देख सकते हैं कि कई खाद्य पदार्थों को प्रदूषित खतरनाक माना जाता है और कई लोग शाकाहारी हैं गायों को पवित्र माना जाता है इसीलिए आपको गाय नहीं खानी चाहिए और वे अक्सर सूअर के मांस घोंघे या मगरमच्छ नहीं खाते हैं आप नहीं खा सकते हैं और कई पक्षी हिंदू आहार प्रथाओं में प्रतिबंधित हैं इसी तरह मुस्लिम संस्कृति में भी हलाल और हराम की अवधारणा वास्तव में यह बताती है कि क्या जोखिम भरा है और क्या नहीं है क्या शुद्ध है क्या खतरनाक या प्रदूषित है उसके अनुसार जोखिम बाहरी उत्तेजना नहीं है जो निर्धारित किया गया है लेकिन जोखिम मूल रूप से सांस्कृतिक रूप से निर्मित है हम सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हैं लोग कैसा अनुभव करते हैं यह उनके आसपास की दुनिया पर निर्भर करता है यह उनकी संस्कृति पर निर्भर करता है यह पक्षपातपूर्ण है जिसका अर्थ है कि कुछ भी बेहतर या गलत नहीं है मुझे लगता है कि यह अच्छे या बुरे के बारे में नहीं है यह एक लेंस में लोगों के देखने के तरीके के बारे में है जिस तरह से वे इसे देख रहे हैं जिस तरह से लोग बाहरी दुनिया में देखते हैं इसलिए संस्कृति क्या है अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो हम यहां देखें कि संस्कृति का अर्थ क्या है जब यह हमारी जोखिम धारणाओं को परिभाषित कर रही है न केवल जोखिम धारणा यह कई चीजें परिभाषित करती है लेकिन कैसे संस्कृति का क्या अर्थ है और कैसे आवेग नियंत्रण और हमारे जोखिम धारणाओं को आकार देते हैं खैर यह हम इंसान हैं और यह गाय है यह कुत्ता है यह शेर है क्या हम अलग हैं हां हम अलग हैं शारीरिक रूप से हम अलग हैं उनके 4 पैर हैं हमारे 2 पैर हैं उनके हाथ नहीं हैं हमारे 2 हाथ हैं बेशक हम शारीरिक रूप से अलग हैं लेकिन सामाजिक या भावनात्मक रूप से बौद्धिक रूप से भी हम अलग हैं वे बोल नहीं सकते हम बोल सकते हैंहमारी भाषा है अब यदि मैं चाहता हूं कि आप एक द्वीप पर जाएं जहां मैं आपको अपने इच्छित सभी गैजेट्स सभी लक्ज़री आइटम एक शानदार इमारत और सभी इंटरनेट सुविधाएं एक अच्छी कार दूं सभी खाद्य पदार्थ किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ जो आप किसी भी देश से चाहते हैं कोई भी पोशाक जिसे आप पहनना चाहते हैं मैं आपको दे दूं आपको प्रदान कर दूं और मैं आपसे इस द्वीप पर जाने के लिए कह दूं वहां रहने के लिए कह दूं बस एक शर्त यह है कि वहां कोई अन्य इंसान नहीं है कोई अन्य व्यक्ति नहीं है और आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन फोन कनेक्शन नहीं है और तुम वहीं रहोगे क्या तुम वहां रहोगे कुछ लोग बहुत असाधारण हो सकते हैं वे वहीं रहेंगे लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी संख्या में आबादी शायद 99 आबादी या शायद उससे अधिक आप कहेंगे कि मैं वहां जाने के लिए सहमत नहीं हूं क्यों मैं वहां नहीं जाना चाहता मेरे पास सभी सुविधाएं हैं सभी चीजें जो मैं हासिल करना चाहता हूं वह सभी चीजें वहां हैं जो मैं चाहता हूं सभी खाद्य पदार्थ सभी पोशाक सभी कारें गैजेट्स सब मेरे पास हैं ऐयाशी जीवन है लेकिन फिर भी मैं वहाँ नहीं रहना चाहता क्यों क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं इसलिए हम अलगाव में नहीं रह सकते हैं अगर इसके बजाय मैं कुत्तों या गाय शेर को भेजूं तो क्या हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि वे मेरे साथी हैं मैं उनके साथ रह सकता हूं क्या अब मैं सामाजिक हूं मूल रूप से नहीं मुझे अपने जैसे दिखने वाले साथी सदस्यों की जरूरत है जो मुझसे बात कर सकें और जिनके साथ मैं बातचीत कर सकूं यह अन्य साथी न केवल कुत्ते बिल्ली शेर बल्कि मैं चाहता हूं कि वे इंसान हो इसलिए यह हो सकता है कि कोई मेरे ही देश का हो यह किसी के राष्ट्रों नस्ल या शायद एक ही भाषाई समूह या शायद कुछ एक ही शहर और गांव भौगोलिक स्थानों या समान व्यवसायों पर आधारित हो इसलिए हम सभी शामिल हैं एक साथ रहना चाहते हैं कभी कभी राष्ट्र नस्ल भाषाई समूहों कस्बों व्यवसायों के आधार पर हम एक साथ रहना चाहते हैं और यही हम समाज और समुदाय का निर्माण करते हैं अब अगर मैं वहाँ रहना चाहता हूँ और यहाँ 3 4 5 लोग एक ही राष्ट्र या एक ही भाषाई समूह या शायद एक ही शहर से आ रहे हैं वे एक साथ रह रहे हैं तो इस चित्र में क्या गायब है क्या नहीं है समाज को इंसान की जरूरत है इंसान मौजूद नहीं है तो मुझे क्या देखना चाहिए यदि मैं कहूं तो हम इस तरह से जी सकते हैं क्या हम वास्तव में सहमत हैं नहीं मैं नहीं मानूंगा क्यों मैं फिर से अलग थलग महसूस करूंगा आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते आप एक दूसरे के साथ कुछ भी साझा नहीं कर सकते आप एक दूसरे को नहीं देख सकते आप एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते आप शादी नहीं कर सकते आप दोस्ती विकसित नहीं कर सकते तो उस हालत में उन स्थितियों में आप वास्तव में खुद को सामाजिक नहीं बना सकते हैं जो नहीं है वह यह है कि बस एक सामाजिक जानवर होने के नाते मैं एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहता हूं इसलिए यह किसी भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक प्राणी मानव के लिए भी है हम हमेशा एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और यही कारण है कि हम समाज बनाते हैं इसलिए समाज बनाने के लिए आवश्यक रूप से बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए लेकिन अब सवाल यह है कि आप बातचीत कैसे करते हैं मेरी अलग पहचान और भूमिकाएँ हैं कभी कभी मैं एक पिता हूँ कभी कभी मैं एक बेटा हूँ कभी कभी मैं एक दोस्त हूँ कभी कभी एक शिक्षक हूं इसलिए जिस तरह से मैं अपने छात्रों से बात करता हूं मैंने अपने दोस्तों से बात की ये 2 इंटरैक्शन अलग अलग हैं इसलिए नियंत्रण कैसे करेंमान लें कि अगर रात के मध्य में मैं आपको फोन करता हूं और कहता हूं कि नमस्ते कैसे हैं आप यह अच्छी तरह से सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है कोई भी इसे नहीं अपनाएगा तो आप बातचीत कैसे करते हैं सामाजिक बातचीत करने में क्या मदद करता है और मुझे किस तरह की सामाजिक बातचीत करनी चाहिए आप उसे परिभाषित करेंगे और मान लीजिए अगर मैं किसी से बहुत करीब हूं जब मैं उससे बात कर रहा हूं क्या यह ठीक है या मुझे कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए या शायद ट्रेन में कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है मैं उसे सीट नहीं दे रहा हूँ क्या यह ठीक है अगर कोई मुझसे नमस्ते कह रहा है तो आम तौर पर हम भी नमस्ते कहते हैं अगर मैं कहता हूं कि मैं नमस्ते का अर्थ नहीं जानता हम सामाजिक नहीं हैं इसलिए हमारी बातचीत ठीक नहीं चल रही है इसलिए लोग बातचीत कर रहे हैं लेकिन वे प्रभावी ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं कुछ गायब है लोग धूम्रपान करना चाहते हैं वे धूम्रपान कर रहे हैं लेकिन वे दूसरों को परेशान कर रहे हैं क्या यह ठीक है यदि कोई मुझे धन्यवाद कह रहा है तो अन्य लोग कह रहे हैं कि ठीक है आपका स्वागत है अब हम उस सामाजिक संबंध को बनाए रखना चाहते हैं कोई नमस्ते कह रहा है मैं नमस्ते कह रहा हूं ठीक है हाथ मिलाना हम हाथ मिलाने के साथ लौट रहे हैं और जब सामाजिक संबंध को बनाए रखना अधिक कठिन है तो समाज हमेशा सामाजिक संबंध क्यों नहीं बना सकता है तो फिर उस एक को कैसे प्राप्त किया जाए कि हम उस सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रख सकते हैं ये सामाजिक संपर्क कैसे बनाए रखें यह बहुत महत्वपूर्ण है अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग दिमाग अलग अलग दृष्टिकोण भूमिकाएं और संघर्ष है इसलिए हम व्यक्तियों और समूहों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक नियमों और विनियमों को रखते हैं कभी कभी कुछ नियम बहुत औपचारिक होते हैं जैसे कि यह लिखा जाता है कि कृपया इसे अपने घर पर करें आप इसे नहीं कर सकते यह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और बहुत ही मजेदार लिखा गया है और कुछ कभी कभी बहुत औपचारिक होते हैं यहां आप धूम्रपान नहीं कर सकते आप यहां भोजन नहीं कर सकते लेकिन लोग एक कतार में हैं जहां किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं यह बहुत ही अनौपचारिक तरीके है यह दूसरों को शिष्टाचार दिखाने का एक तरीका है फिर यह एक संस्कृति है जो आपको बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है जैसे कि उदाहरण के तौर पर बाएं हाथ की तरफ आप देख सकते हैं कि यह एक पेरिस का बाजार है और यह अमेरिका में एक और बाजार है वे एक ही काम कर रहे हैं वे सभी एक बाजार में आए लेकिन उनके पास विपणन शैली का एक अलग तरीका है खरीदारी करने का यह एक विवाह और संस्थान माना जाता है लेकिन यह 2 अलग अलग संस्कृति में पूरी तरह से अलग है जैसे संयुक्त राज्य के मामले में लोग प्रेम की आपसी भावना के आधार पर विवाह को दो लोगों के बीच एक विकल्प के रूप में देखते हैं लेकिन हिंदू विवाह के मामले में शायद हर मामले में नहीं बल्कि बहुत से मामलों में दो पक्षों दो परिवारों के बीच साक्षात्कार और बातचीत की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से यह किया जाता है यहाँ दोनों भागीदारों के पास अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए बहुत ही सीमित विकल्प हैं या जब हम परिवार के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बायीं ओर एक इंडोनेशियाई मुस्लिम परिवार देख सकते हैं और दाईं ओर देख सकते हैं यूरोप में एक ईसाई परमाणु परिवार वे बहुत अलग हैं लेकिन वे दोनों को परिवार के रूप में माना जाता है या शायद सड़क पर गाय सड़क पर भारतीयों को गाय देखकर आश्चर्य नहीं होगा लेकिन विदेशी लोग विशेष रूप से पश्चिमी लोग सड़क पर गाय देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत दिलचस्प है कि यह महिला सोचती है कि बुर्का पहने दूसरी महिला सब कुछ ढक कर रखती है बस उसकी आँखें खुली है यह एक क्रूर पुरुष प्रधान समाज है वह सोचती है कि यह एक बहुत पुरुष प्रधान समाज है क्योंकि सब कुछ ढका हुआ है केवल आंखें खुली हुई हैं दूसरी ओर बुर्का वाली दूसरी महिला कह रही है कि कुछ भी ढका नहीं है लेकिन उसकी आँखें ढकी है इसलिए पुरुष प्रधान संस्कृति है इसलिए दोनों यह मान रहे हैं कि वे एक पुरुष प्रधान समाज से आ रहे हैं क्योंकि उनके ड्रेस पैटर्न के आधार पर इसलिए संस्कृति एक प्रकार का लेंस है जिसके माध्यम से आप समाज में देखते हैं तो संस्कृति के तत्व क्या हैं हमारे पास प्रतीक भाषा मूल्य विश्वास और मानदंड हैं प्रतीक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इंसान केवल प्रतीकों का उपयोग करके बातचीत कर सकता है कोई अन्य जानवर ऐसा नहीं कर सकता है हम चिन्ह या हावभाव वस्तुओंशब्दों जैसे प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इसे देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह वह जगह है जहां आप पीने का पानी भी प्राप्त कर सकते हैं हम दूसरों को अर्थ बताने के लिए दूसरों के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न अंगुलियां भी दिखा सकते हैं साथ ही इसे दूसरों के साथ संवाद करने के लिए एक शब्द के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रतीक हैं जो मानव विचारों को संस्कृति के एक हिस्से के रूप में देखते हैं लेकिन यह प्रतीक भी संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होता है उदाहरण के लिए इसका क्या अर्थ है शायद भारत में यह छोटा या थोडा है यह बहुत कम राशि है लेकिन गौर करें दूसरे लोग दूसरे देशों में क्या सोचते हैं इटली में इसका मतलब है कि वास्तव में आपका क्या मतलब है या ग्रीस में यह एकदम सही है एक ही वस्तु लेकिन अलग अर्थ है मिस्र में अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के लिए अलग अलग अर्थ हैं जैसे धैर्य रखें कुछ अर्थ कुछ इशारे बहुत ही सार्वभौमिक होते हैं जैसे मुस्कुराहट अगर मैं मुस्कुराता हूँ तो आप समझते हैं कि मैं खुश हूँ और यह लगभग सार्वभौमिक है लेकिन उदाहरण के लिए अंगूठा ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका में यह एक प्रकार का सकारात्मक सुदृढीकरण रूस और ऑस्ट्रेलिया में यह एक अपमानजनक अभिशाप हो सकता है इसका अर्थ आपके लिए क्या है किसी के लिए नमस्कार है किसी के लिए अलविदा है अरे नहीं धन्यवाद और कुछ लोगों के लिए मैं रॉयल्टी हूं इस रंग की तरह भी यह लाल रंग है रंग लाल है लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक या अलग संदर्भों में इसका अलग अर्थ है बाएं हाथ की तरफ इसका मतलब है कि पुलिस है वहां हम समझते हैं यह पुलिस है कुछ आपातकालीन स्थिति है दाएं हाथ में यह लाल बत्ती है जिसका मतलब है कि आपको रुकना है और मध्य इसका मतलब वास्तव में एक वेश्यालय है वेश्यावृत्ति तो इस लाल बत्ती का अर्थ इसी तरह संदर्भ पर निर्भर करता है हमारे पास लिखित संचार के लिए भाषा का प्रतीक है जैसे आजकल हम ईमेल इंटर्नेट डाउनलोडिंग टेक्स्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद 20 साल पहले मौजूद नहीं था या शायद 30 साल पहले जो हमारे लिए बहुत नया है अब संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण घटक मूल्य और विश्वास है वह क्या है मूल्य इस बात के लिए संस्कृति मानक हैं कि क्या करना है क्या अच्छा है क्या ठीक है या क्या तय करना अच्छा नहीं है इसलिए जब कोई जुआ या कोई व्यक्ति बहुत तेजतर्रार हो या कोई व्यक्ति शराब ले रहा हो तो हमारे पास कुछ तरह के मूल्य हैं किसी का कहना अच्छा है या बुरा है बदसूरत या सुंदर सही या गलत यह भी स्वीकार या अस्वीकार्य वांछनीय और अवांछनीय नैतिक अनैतिक हो सकता है तो क्या नैतिक अनैतिक स्वीकार्य अस्वीकार्य है ये सभी हमारे मूल्य हैं आप कैसे तय करते हैं कि शराब लेना बुरा है या अच्छा है तेजतर्रार होना अच्छा है या बुरा है जुआ सिर्फ हमारा मूल्य है और संस्कृति ये मान पैदा करती है कि हमें किसी तरह का दिमाग दृष्टि और लेंस देना है क्या अच्छा और बुरा बदसूरत और सुंदर सही और गलत है वह हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण सांस्कृतिक लेंस से देखते हैं और संस्कृति हमें यह मन यह दृष्टि और यह लेंस वस्तुओं को देखने के लिए देती है कोई वस्तु सही या गलत नहीं है कोई भी वस्तु बदसूरत और सुंदर नहीं है यह वह है जो हम उन्हें अर्थ देते हैं इसलिए हमारे पास यह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है और ये मूल्य तब विश्वास में आते हैं और एक समाज के व्यक्तियों में अलग अलग मान्यताएं हैं जो इस का अनुवाद करते हैं तो यह अमेरिकी समाज है और वे व्यक्तिवादी संस्कृति में विश्वास करते हैं दूसरी ओर हमारे पास जापानी समाज है जो सामूहिक संस्कृति में अधिक विश्वास रखता है यह पश्चिमी संस्कृति में एक तरह की समलैंगिकता के रूप में माना जा सकता है लेकिन अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में इसे समलैंगिकता नहीं बल्कि एकजुटता के रूप में माना जाता है और दोस्ती दिखाने वाली दोस्ती भी तो एक ही चीज संस्कृति से संस्कृति में कैसे भिन्न होती है इसलिए उन मूल्यों और मान्यताओं को व्यवहार में लाने के लिए हमारे पास आम तौर पर मानदंड हैं तो क्या अच्छा या बदसूरत है कैसे इन मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है तो फिर उस सामाजिक सहभागिता को कैसे बनाए रखा जाए हमने सामाजिक नियंत्रण रखा जिसे हमने सामाजिक मानदंड कहा और ये सामाजिक मानदंड कभी कभी औपचारिक होते हैं कभी कभी बहुत अनौपचारिक जैसे कि आप छींकते समय अपने मुंह को हाथों से ढक सकते हैं आपको धोखा नहीं देना चाहिए या आपको शराब नहीं पीनी चाहिए और कुछ बहुत महत्वपूर्ण मानदंड हैं कुछ बहुत महत्वहीन मानदंड हैं इसलिए कि संस्कृति कैसे काम करती है और हमें यह प्रदान करती है जोखिम का सांस्कृतिक संदर्भ यह कहता है कि संस्कृति मायने रखती है लोग कैसे परिभाषित करते हैं क्या सही है या गलत क्या जोखिम भरा है और जोखिम भरा नहीं है और इसलिए कई उदाहरण हैं लेकिन इतना जोखिम सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है कि लोग अपने आस पास की दुनिया को कैसे देखते हैं और उस पर कार्य करते हैं यह जीवन के तरीके पर निर्भर करता है यह सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का एक संयोजन है बहुत बहुत धन्यवाद